प्रो बाला आपका फिर से स्वागत है इस मॉड्यूल का अब दूसरा भाग शुरू होता है जो हितों के टकराव और उसके विश्लेषण पर आधारित है हम पांच व्हयस का सहारा लेंगे यह किसी भी तरह से पूर्ण नहीं है यह सिर्फ एक हिस्सा मात्र है जिससे आपकी रुचि भी बनी रहे और साथ साथ आप यह भी समझ सके कि हितों के टकराव का विश्लेषण करने के लिए क्या करना है ठीक है तो हमारे पास क्या है हमने इसकी शुरुआत ऐसे की थी कि छात्रों को नोट्स साझा करने की आवश्यकता क्यों है यह पहला वाई था जो आपने प्रस्तुत किया था और जो एक गंभीर समस्या भी है जिससे हमे निपटना है आपका उत्तर था कि छात्र अन्य सहपाठियों या उन लोगों से बेहतर नोट्स की तलाश में रहते है जिन्होंने कक्षा मे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है ऐसा नहीं है कि इस छात्र ने नहीं दिया इसने भी ध्यान दिया है लेकिन कुछ अन्य पहलू भी हैं जिनकी वजह से अन्य लोगों के नोट्स इस छात्र से बेहतर हैं तो इसका जवाब यह हैं कि छात्र अपने सहपाठियों मे से ऐसे ही छात्रों के बेहतर नोट्स कि तलाश मे रहते हैं क्योंकि वो उसके द्वारा अध्ययन के बेहतर परिणाम हासिल करना चाहते है वो अपने सहपाठियों के बेहतर नोट्स से फायदा उठाना चाहते है और यही वह स्तर है जो हम हल करने में रुचि रखते हैं लेकिन छात्र अध्ययन के परिणाम क्यों हासिल करना चाहते है ऐसा वो इसलिए चाहते ही कि वो विषय को बेहतर ढंग से समझें तथा पूरे पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं हम यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप इसकी शुरुआत करे आपको सबसे पहले एक Y से X प्लॉट अपने आप बदल जाते हैं और हमें आपके संबंधित स्तर पर यह पता लगाने की आवश्यकता है अब यही हम आप सब करने जा रहे हैं तो तो आप शुरू कीजिए निथिन सर मुझे लगता है पैरामीटर के तौर पर नोट्स की मात्रा होगी जो कि साझा किए जा रहे हैं क्या सर हमें एक प्लॉट बनाना चाहिए प्रो बाला नहीं आप इसका उपयोग ऐसे करे कि जैसे यह एक नमूना है यह कोई साइंटिफिक डाटा आधारित प्लॉट नहीं है सिद्धार्थ तो इसे एक एक्स एक्सिस की तरह लेते हैं निथिन तो यह वह परिवर्तनीय चाहिए हैं जो साझा किए जाने वाले नोट्स की मात्रा के अनुरूप पर बदल जाएगा प्रो बाला आप इसके द्वारा कौन सी परफॉर्मेंस को मापने जा रहे हैं निथिन सर मेरे मुताबिक अध्ययन के परिणाम अनिवार्य रूप से आपके मूल्यांकन में स्कोरिंग के द्वारा ही होंगे प्रो बाला छात्र के मूल्यांकन का स्कोर नितिन हाँ प्रो बाला तो यह अच्छा है ही अब हमारे पास मापने लायक पैरामीटर है ताकि हम ट्रैक कर सकें कि क्या चल रहा है कभी कभी आप इसमे उतार चढ़ाव देखेंगे जो ठीक है हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि यह सारी चीज कैसे काम करती है नितिन तो यहाँ हमारी धारणा यह होगी कि अधिक नोट्स साझा किए जाने से छात्र शायद बेहतर स्कोर करेंगे सर अब हमारी अगली गतिविधि क्या होगी प्रो बाला अगली गतिविधि एक ज्वलंत प्रश्न है कि आप इसमें क्यों रुचि रखते हैं मेरा मतलब है कि किस स्तर तक आप रुचि रखते हैं जो हमारे इस मामले में अध्ययन के बेहतर परिणाम से संबंधित है नितिन सही है प्रो बाला तो आपको अपने पास मौजूद एक्स के स्थान पर संबंधित स्तर को रखना होगा जिसमे आप रुचि रखते हैं जो की अध्ययन के बेहतर परिणाम ही है नितिन ठीक है सर प्रो बाला हाँ सही तो है सिद्धार्थ मुझे भी यह ठीक लगता है मूल्यांकन स्कोर ही परिणाम है प्रो बाला मूल्यांकन स्कोर जिससे हम प्रदर्शन का आकलन कर रहे है निथिन नोट्स की मात्रा का साझा किया जाना और यह हमारा एक्स वाई प्लॉट बन गया प्रो बाला हाँ सही है प्रो बाला अब हम इससे शुरू कर सकते हैं तो अब पता लगाने के लिए बस डाटा को प्लॉट करना है तो एक मात्रात्मक डाटा की तरह हमारे पास उतार चढ़ाव के तौर पर क्या है और वे कैसे संबंधित हैं इसके लिए आप उस तरह एक रेखा खींच सकते हैं निथिन ठीक है आपके कहने के अनुसार कि अगर एक कक्षा मे एक दिन या एक समयसीमा मे N नंबर ऑफ नोट्स की संख्या साझा की जा रही है प्रो बाला तो अगर आपके पास अधिक संख्या में नोट्स साझा हो रहे हैं नितिन तो प्रो बाला स्कोर पर इसका क्या असर होगा नितिन ठीक है प्रो बाला और अगर कम संख्या में नोट्स साझा कर रहे है तो ऐसे मे स्कोर पर का क्या असर होगा नितिन सही है प्रो बाला इसका सीधा सह -संबंध होगा छात्र सह संबंध ठीक है तो अब आगे क्या प्रो बाला अब आप एक प्लॉट बना सकते हैं सिद्धार्थ ठीक है इस तरह एक रेखा खींचना है जिससे आप यह देख सके कि जब आपके पास अधिक संख्या में नोट्स साझा हो रहे है तब मूल्यांकन स्कोर कैसा दिखता है निथिन ठीक है तो यह उच्च है मुझे लगा कि है कि यह शायद दूसरी तरह से होगा प्रो बाला हाँ ऐसा हो जाता है आम तौर पर हम क्या करते हैं हम इसे इस तरह से फ्लिप करते हैं कि अगर आपके पास अच्छी चीज है तो वो हमेशा दाहिनी तरह पर होनी चाहिए नितिन ठीक है प्रो बाला और बुरी बात या नकारात्मक बात है तो वह बायीं ओर होनी चाहिए नितिन ठीक है प्रो बाला तो अच्छी बात यह कि अगर उच्च अंक हैं अगर आपके पास साझा किए गए नोट्स की संख्या कम है तो आप इसे बायीं ओर 'निम्न' के रूप में रख सकते हैं प्लॉट फ्लिप करने पे आप पाएंगे कि कम संख्या में नोट्स साझा किए जाएं तो आपको कम अंक मिलेंगे प्रो बाला तो यह ऐसे काम करता है नितिन ठीक है प्रो बाला मैं आपसे इसका कारण साझा करना चाहूँगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो यहां वाई किए गए नोट्स कि संख्या को बढ़ाते हैं नितिन ओके प्रो बाला तो इससे मूल्यांकन स्कोर में वृद्धि होती है निथिन तो यहां उच्च संख्या में नोट्स साझा किए गए प्रो बाला अधिक संख्या में नोट्स साझा किए गए तो नितिन यह उच्च स्कोर में तब्दील हो जाएगा प्रो बाला उच्च स्कोर हाँ ऐसा ठीक है निथिन तो अब आपको यह ग्राफ प्राप्त होगा प्रो बाला सही आपको यह ग्राफ मिलेगा नितिन इस प्लॉट से प्रो बाला हम ऐसा क्यों कर रहे हैं एक आदर्श स्कोर को हासिल करना मेरा मतलब है कि हम और आप जिस आदर्श स्थिति को पाना चाहते हैं वह यह है कि आप उच्च स्कोर भी हासिल कर पाये और कम से कम संख्या में नोट्स साझा करना पड़े निथिन हम इसलिए ऐसा चाहते है क्योंकि यही वह इष्टतम है जिसे आप और हम खोज रहे हैं प्रो बाला इष्टतम तो आइए अब जानें कि क्यों ठीक है नितिन हाँ प्रो बाला तो इन नोट्स को साझा करने में और यदि आप अधिक संख्या में नोट्स साझा करते हैं तो इसका दूसरा पहलू क्या होगा हर तरफ से बहुत सारे नोट्स साझा करने का नकारात्मक पहलू क्या होगा मान लीजिए सिद्धार्थ कि आप छात्र हैं और आपने तकरीबन आठ नोट्स कि फोटो कॉपी करवाई तो इसका दूसरा पहलू क्या होगा सिद्धार्थ मेरे हिसाब से इसका मतलब हुआ कि मुझे अधिक संख्या में नोट्स की पहुँच है पर मुझे इसके लिए अधिक समय भी देना होगा नितिन नोट्स बनाने कि तैयारी में प्रो बाला तो अब प्रत्येक नोट्स को तैयार करने मे या उन्हे पढ़ने मे छात्र के लिए समय की ज़रूरत वास्तव में बढ़ जाएगी जिसकी आमतौर पर छात्रों के पास कमी होती है ठीक है इसलिए एक आदर्श स्थिति है कम नोट्स की संख्या छात्र को बस एक या दो अच्छे बेहतर नोट्स कि ही ज़रूरत है इसमें एक तर्क भी है कि ऐसा करने से यानि बस एक या दो अच्छे बेहतर नोट्स तक ही सीमित रहने से या तो छात्र कुछ नोट्स से वंचित रह जाएगा या फिर शायद बेहतरीन नोट्स नहीं पा पाएगा तो छात्र क्या कर सकते है ठीक है तो वो और नोट्स ले सकते हैं पर इसके लिए समय भी ज्यादा देना होगा ठीक है तो इसलिए यह बायीं ओर जाएगा तो जो आप संघर्ष कर रहे हैं वह समय बनाम नोट्स की साझा की गई संख्या कि समस्या है जिसको हमे हल करना है इसको बेहतर दर्शाने के लिए जैसा कि आप ने मुझे कक्षाओं में करते हुए देखा ही होगा हम कनफ्लिक्ट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे इस मॉडल को ई॰एन॰वी॰ को यहाँ लिखेंगे जो कि साझा किए गए नोट्स की संख्या है छात्र तो मैं लिख देता हूँ साझा किए गए नोट्स की संख्या प्रो बाला बिलकुल ठीक तो इसलिए यहाँ पर छात्रों के द्वारा साझा किए गए नोट्स की संख्या है और उसी वजह से हमारे पास उतार चढ़ाव क्रम हैं और फिर बाकी काम आप कर सकते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जिसके लिए यह छात्र सिर्फ हमे परिवर्तनीय इत्यादि की जानकारी देगा सिद्धार्थ तो हम अपने छात्रों को देख रहे हैं प्रो बाला और यह छात्र यहाँ जाता है नितिन नोट्स साझा कर रहा है काफी संख्या मे साझा की गई प्रो बाला तो अब यह है की आप पैरामीटर को दो तरीकों से अलग अलग कर सकते हैं जैसा की हमने कम संख्या में नोट्स और ज़्यादा संख्या में नोट्स साझा किए जाने के लिए किया था उतार चढ़ाव तो अब आपको यह बताना है कि क्या होगा जब छात्र नोट्स की संख्या कम साझा करते हैं यानि साझा किए गए नोट्स की संख्या कम है निथिन एक बात तो यह कि नोट्स को तैयार करने के लिए समय स्पष्ट रूप से कम हो जाएगा प्रो बाला तो यह तो अच्छी बात हुई नितिन हाँ यह अच्छी बात है प्रो बाला क्योंकि इस तरह अब वह सिर्फ एक बार नोट्स तैयार करेगा और काम खत्म इसलिए यह अच्छी बात हुई सिद्धार्थ और तैयारी के लिए समय भी कम लगेगा प्रो बाला तैयारी के लिए कम समय लगना भी एक अच्छी बात ही है इसलिए आप इसे प्लस के साथ चिह्नित कर सकते हैं क्योंकि यह एक सकारात्मक बात है और यदि आपके पास पेन है तो आप इसे कलर कोड भी कर सकते हैं नितिन परंतु छात्र की समझ स्पष्ट रूप से कम हो जाएगी क्योंकि वह केवल अपने नोट्स ही देख रहा है प्रो बाला या केवल एक या दो नोट्स हो ही सिद्धार्थ तो यह लिख ले की समझ कम हो जाएगी प्रो बाला हाँ जो आपके पास लास्ट नोट मे लिखा है विषय की कम समझ से ही संबंधित है निथिन तो यह तो नकारात्मक हुआ प्रो बाला हाँ यह नकारात्मक है अब अधिक संख्या में नोट्स साझा करना का सकारात्मक पहलू क्या हुआ सिद्धार्थ वह यह हुआ की छात्र को और अधिक सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी जिससे न सिर्फ उसकी समझ बेहतर होगी बल्कि उसे विषय की भी बेहतर समझ होगी प्रो बाला ठीक है ये सकारात्मक पहलू है मैं मानता हूँ तो अब दूसरा पहलू क्या है अधिक संख्या में नोट्स साझा करने का दूसरा पक्ष नितिन तैयारी के लिए अधिक समय लेना प्रो बाला हाँ नोट्स तैयार करने के लिए बहुत समय लगेगा अब छात्र को न केवल उसके खुद के नोट्स बल्कि अपने सभी सहपाठियों के नोट्स से भी गुजरना होगा तो डिज़ाइन थिंकर्स के रूप में जिस लक्ष्य या वांछित परिणाम को हम पाना चाहते है वह है कि हम दोनों प्लस ही चाहते है चूंकि हम लालची होते हैं एक डिज़ाइन विचारक के तौर एक तरफ हम विषय को बेहतर भी समझना चाहते है और दूसरी तरफ हम तैयारी के लिए कम समय भी देना चाहते हैं यही हमारा लक्ष्य हैं विश्लेषण के उद्देश्य के तौर पे आपको एक वांछित परिणाम मिलेगा जिसे आप नोट कर सकते हैं जैसी कि मैं यहाँ कर रहा हूँ तो अगर बाद मे भी विचार करने पर आपको कोई भी समाधान प्राप्त होता है तो आपको यहाँ वापस आना होगा और फिर से देखना होगा क्या इससे छात्र कि तैयारी का समय कम हो रहा हैं क्या इससे छात्र के लिए विषय की समझ बढ़ गई है अगर हाँ तो वो आपका वांछित परिणाम होगा तो जो भी समाधान आप पाते है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं कोई भी समाधान जिसके साथ आप आते हैं आपको हर बार वापस जाना होगा और इससे संदर्भित करना होगा तो यह था हितों के टकराव का विश्लेषण हमने कुछ बिंदुओं को देखा उनमें से एक यह था कि हम उस तरफ फ़्लिप कर गए जिसे इसमे आप शायद नहीं देख सकते हैं पर जैसा कि हम आपसे इस ग्राफ़ को साझा करेंगे आप देखेंगे कि जब हम तर्क के पक्षों को फ़्लिप कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्ल्पोइंग लाइन प्राप्त होगी कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि हम एक इष्टतम चाहते थे जो हमारा वांछित परिणाम है जो हमे दोनों प्लस के उच्चतम स्तर के रूप में ही देखने को मिलेगा दोनों मामलो में शीर्ष तभी हासिल होगा जब मानसिक रूप से तैयारी के लिए हम कम समय की कल्पना कर सकें उच्च स्कोर वह है जो हम चाहते हैं और हम नोट्स को भी कम साझा करना चाहते हैं हम ऐसा इसलिए चाहते हैं कि हम अपने छात्रों के लिए तैयारी का समय कम कर सके तो इस तरह हम पांच व्हयस विश्लेषण को हितो के टकराव के साथ मिलाकर निपट सकते हैं तो अब आप यहाँ से समाधान चरण कि तरफ बढ़ सकते हैं जो कि हमारा अगला मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को पूर्ण करने के बाद आप यहाँ वापस आ सकते है और जांच सकते हैं कि टकराव या संघर्ष संबोधित किया गया है या नहीं और यह हमारे लिए विश्लेषण चरण का समापन होगा